तो आप थर्मल फ्लकचुएशनस देख सकते हैं बराबर तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप में समाविष्ट कर सकते हैं तो यह वैल्यूज है तो हम देख सकते हैं इधर xyz कॉर्डिनेटस है और इधर B फैक्टर तो हमारे पास प्रोटीन में विभिन्न संख्या है और यदि हम इस B फैक्टर की विभिन्न प्रोटीन के साथ तुलना करना चाहे क्योंकि यह प्रोटीन से प्रोटीन तक बदलता रहता है B minus B mean right what is B mean तो इसे नार्मलाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइज B factor की उत्पत्ति करेंगे उसके लिए फार्मूला है B नॉर्मलाइज B B मीन विद्यार्थी किस का औसत तो इन सब का औसत एक नंबर है तो आपको औसत मिल सकता है तो यह B मीन के बराबर है फिर हमें B सिगमा मिलेगा विद्यार्थी स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी संख्याओं से आप विचलन देख सकते हैं तो आपको B सिग्मा मिलेगा sigmaतो हमें यह फार्मूला मिलेगा B सिग्मा का B B मीन rightबराबर हमें नॉरमलाइज वैल्यूज मिलेगी यदि एक से ज्यादा मिलेगी तो हम उसे लचिली समझेंगे और यदि एक से कम मिलेगी तो हम उसे कठोर लेंगे यह इस B की वैल्यू पर निर्भर करता है तोआपको कैसे पता चलेगा कि यह लचीला है या कठोर है यदि यह मीन से ज्यादा है इसका मतलब यह लचीला है और यदि मीन से कम है तो कठोर है तो इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि कौन से रेसिड्यूज लचीले है और कौन से रेसिड्यूज कठोर है तो यह एक भौतिक मात्रा है और इसी प्रकार कई भौतिक मात्राएं जैसे रेडियस आफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास मूमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब के ज्ञान की गणना हम प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैंSo तो इसमें से एक है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास क्या है बराबर यह द्रव्य वितरण के विशिष्ट जगह का मध्य बिंदु है जिसका गुण है उसके आसपास भारित स्थिति वेक्टर शून्य के बराबर होता है उदाहरण के लिए यहां तीन विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं तो हम सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं बराबर यह पोजीशन नंबर C पर उपस्थित हैSo तो सेंटर ऑफ मास की गणना किस प्रकार कर सकते हैं you can calculate तो यहां आप सेंटीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं इससे हम कोई भी कॉर्डिनेट X कॉर्डिनेट या Y कॉर्डिनेट या Z कॉर्डिनेट की गणना कर सकते हैं तो mi xi याने mi को xi से गुणा करना है mi कहां है Mi द्रव्यमान है और xi कॉर्डिनेट है उसे पूरे द्रव्यमान से नॉर्मलाइज करना है बराबर यदि आप यह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप विभिन्न कॉर्डिनेटस के लिए सेंटर ऑफ मास की गणना कर सकते हैं विद्यार्थी क्योंकि जब हम विभिन्न प्रोटीन स्ट्रक्चरस की तुलना छोटे प्रोटीन या बड़े प्रोटीन और सभी प्रोटीन से करते और रेसिड्यूज का वितरण बराबर कोई भी भिन्न भिन्न शेल मे देखते हैं respect to the center of massऐसी परिस्थिति में आपको जहां पर रेसिड्यू मौजूद है वहां सेंटर ऑफ मास निकालना है और उस आधार पर सेंटर ऑफ मास से रेसिड्यू कितनी दूरी पर मौजूद है उसका हमें पता चलता है फिर हम रेडियस आफ गायरेशन की उत्पत्ति भी कर सकते हैं रेडियस आफ गायरेशन क्या है

विद्यार्थी अरोमैटिक औरRefer Time 0946 कैट आयन क्या है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर पॉजिटिव चार्ज मुख्य रूप से लाइसिन और अर्जिनिनफिर pi pi प्रणाली क्या है विद्यार्थी टायरोसिन फिनाइलएलेनीन टायरोसिन या टिप्रटोफैन तो आप चार्ज रेसिड्यूज में इंटरेक्शनस देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज और रिंग सिस्टमस बराबर यहां दूरी है 10 एंगस्ट्रांम हम इसे केटआयन pi इंटरेक्शनस की तरह इस्तेमाल करेंगेअसल में मूल पेपर में गेलीवांट डोरटी ने जब कैट आयन pi इंटरेक्शनस की संकल्पना विकसित की तब 10 एंगस्ट्रांम दूरी बहुत लंबी थी इसलिए दूरी कम करने के लिए इंटरेक्शनस एनर्जी को थोपा गयाthey उन्होंने इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी और वंडरवॉलस एनर्जी की गणना की इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी को कैसे प्राप्त करें q1q2 by rq1q2r तो हम इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी देख सकते हैं बराबर आगे आने वाली कक्षाओं में से एक कक्षा में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वंडर वॉलस एनर्जीvander waals energy जो मिली है लिनार्ड जोंस स्थितिज ऊर्जा से ऊर्जा कटौती की सीमा उदाहरण के लिए यह 2 किलोकैलोरी पर मोल से कम होनी चाहिए बराबर यहां पर हमें दो रेसिड्यूज पर विश्वास है क्या वे कैटआयन pi इंटरेक्शंस बना रहे हैंIf यदि दूरी के आधार पर देखें तो वे बहुत दूर हो सकते हैं तो ऊर्जा के हिसाब से यह अनुकूल नहीं हो सकताbut पर उनमें कैट आयन pi बनाने की ज्यादा क्षमता है इंटरेक्शनस यदि आप वास्तव में कैटआयन इंटरेक्शनस देखेंगे तो आपको दूरी के मानदंड के साथ साथ उर्जा का भी विचार करना होगा तो हमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शनस मिल सकते हैं यहां देखिए आप C बीटा रेसिड्यूज देख सकते हैं बराबर क्योंकि मुख्य चेन C अल्फा है तो हम साइड चेंन्स की तरफ जाते हैं वहां हमें C बीटा कीआवश्यकता हैSo इसलिए उन्होंने विशिष्ट हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का विचार किया और उन्होंने कटौती की सीमा 5 एंगस्ट्रांम निर्धारित की और फिर देखI की Cअल्फा और C बीटा 5 एंगस्ट्रांम के घेरे में है या नहीं फिर हम कह सकते हैं कि यह रेसिड्यूज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शनस में भाग लेते हैं अब हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शनस देखेंगे बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या जरूरी है विद्यार्थी 2 इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम 2 इलेक्ट्रो नेगेटिव एटमस विद्यार्थी 1 हाइड्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ विद्यार्थी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और दूरी है 25 से 32 एंगस्ट्रांम 5 to 32 angstrom तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा मुख्य चेंन मुख्य चेन इंटरेक्शनस मुख्यचेन साइडचेन इंटरेक्शन साइड चेन साइड चेन इंटरेक्शनस यदि आप दो भारी परमाणुओं के बीच की दूरी की गणना करेंगे तो आपको सभी हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी दिखाई देगी तो हमने कई प्रकार की इंटरेक्शनस और कई प्रकार के पैरामीटर्स के गुणों की चर्चा की जो हम प्रोटीन 3D स्ट्रक्चरस से प्राप्त कर सकते हैं सभी पैरामीटर्स को कंप्यूटेशनली करने के लिए समय लगता है बराबर और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है PDB पेराम प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के लिए यह ऑनलाइन रिसोर्स है उन्होंने PDB स्ट्रक्चर का उपयोग किया इसलिए PDB नाम दिया और उसका उपयोग करके विभिन्न पैरामीटरस की उत्पत्ति की इसलिए उसे नाम दिया पेराम तोPDB पेराम आपको बताएगा और कई पैरामीटर्स के संख्यओ की गणना भी करेगा जो प्रोटीन 3D स्ट्रक्चरस से मिल सकते हैं यदि आप PDBपेराम देखेंगे तोआपको 4 विभिन्न प्रकार की वैल्यूज मिलेंगी बराबर और 4 विभिन्न पहलुओं के लिए आपको बाइंडिंग साइटस मिलेंगी जब हम बाइंडिंग साइटस के बारे में चर्चा करेंगे तब इसे बाद में समझेंगे इंटर रेसिड्यू इंटरेक्शनस क्या है जिसकी हमने चर्चा की विद्यार्थी अरोमैटिक इंटरेक्शन बराबर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शनस मीडियम रेंज इंटरेक्शनस लॉन्ग रेंज इंटरेक्शनस आप देख सकते हैं और आपको कांटेक्ट आर्डर मिल सकता है आपको लॉन्ग रेंज आर्डर मिल सकता है यह सभी चीजें आपको मिल सकती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के गुणों को देख सकते हैं आप हेलिक्स स्टेरंड बनाने की क्षमता को देख सकते हैं और फिजिकोकेमिकल गुणों को भी दे सकते हैं यदि आप देखेंगे तो यहां पर कई प्रकार की इंटरेक्शन रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास और विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शनस बराबर इलेक्ट्रोस्टेटिक कैटआयन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शनस और विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शन यदिआपकी इंटर रेसिड्यू इंटरेक्शनस में रुचि है उदाहरण कांटेक्ट ऑर्डर या लॉन्ग रेंज ऑर्डर या शॉर्ट रेंज कांटेक्टस या लॉन्ग रेंज कांटेक्टस आप इंटर रेसिड्यू इंटरेक्शंस के साथ जा सकते हैं यदि आप इंटर रेसिड्यू इंटरेक्शन पर क्लिक करेंगे बराबर तो आपको कई विकल्प मिलेंगे आपको कौनसा पैरामीटर चाहिए तोपैरामीटर चुनने के लिए बराबर हमें PDB फाइल की आवश्यकता है तो इस प्रकरण में पूर्व स्लाइड में आपके पास विकल्प है तोPDB id बराबर डालने के लिए यहां मैंने दिया 2LZM बराबर या तो आप चेन का नाम दे सकते हैं या बिना चेन नाम के भी PDB id दे सकते हैंWe यदि चेन id देंगे तो यह विशिष्ट चेन के लिए गणना करेगा यदि विशिष्ट चेन id नहीं दिया तो यह सभी चेन के लिए गणना करेगा या तो आप PDB id इस्तेमाल कर सकते हैं या PDB फॉर्मेट में फाइन डाल सकते हैं यदि आपके पास खुद की फाइल है उदाहरण के लिए यदि आप md सिमुलेशनस से कोई भी स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोटीन बैंक मेंउपलब्ध नहीं है हम पैरामीटर्स की गणना करना चाहते हैं और उसके बाद हम फाइल डाल सकते हैं तो आपको पैरामीटर्स मिलेंगे so तो दोनों ही प्रकार के विकल्प PDB पेराम में उपलब्ध है तो हम PDB id देंगे और हमें कुछ पैरामीटरस मिलेंगे तो उदाहरण के लिए इंटर रेसिड्यू इंटरेक्शनस बराबर यह हमें बताएगा कि यह id PDB id है आप चेक कर सकते हैं और कई विकल्प मौजूद है कई गुण है शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन क्या है तो इस प्रोग्राम में दो या तीन रेसिड्यूज बराबर एक और दो रेसिड्यूज और मीडियम रेंज इंटरेक्शंस में तीन या चार रेसिड्यूज बराबर और लॉन्ग रेंज इंटरेक्शनस में कुछ ज्यादा और 4 से ज्यादा रेसिड्यूज बराबर तोइनमें थोड़ा बहुत फर्क है जो मैं आपको इन स्लाइड्स में दिखाऊंगा फिर आप कांटेक्ट आर्डर की गणना कर सकते हैं कांटेक्ट आर्डर कैसे मिलेगा विद्यार्थी प्रकार 1 की संख्या बराबर दूरी जुदाई की संख्या को नॉर्मलाईज करेंगे विद्यार्थी रेसिड्यूज की संख्या रेसिड्यूज की संख्या और कांटेक्टस की संख्या लॉन्ग रेंज ऑर्डर विद्यार्थी लॉन्ग रेंजआर्डर की संख्या बराबर जब दो रेसिड्यूज के बीच का अंतर 12 रेसिड्यूज होगा तभी आप विचार करेंगे पूरी कांटेक्ट दूरी यह दूसरा पैरामीटर हैwhich जो कांटेक्ट ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों को मिलकर बना है उन्होंने इन दोनों को एकत्रित किया और पूरी कांटेक्ट दूरी पैरामीटर विकसित किया और आप देख सकते हैं C अल्फा परमाणु या C बीटा परमाणुसे कांटेक्ट की संख्या 8 एंगस्ट्रांम के अंदर है 14 एंगस्ट्रांम C अल्फाऔरC बीटा परमाणु उन्होंने 8 angstrom 14 angstrom चौकी यह दूरियां साहित्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है14 angstrom 14 एंगस्ट्रॉम एक प्रोटीन में लगभग कई क्षेत्रों को शामिल करता है और 8 एंगस्ट्रॉम अच्छी तरह से कई पहलुओं में उपयोग किया जाता है तब हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के लिए एकाधिक कांटेक्ट इंडेक्स सही प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सभी डेटाdata प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल सभी पर क्लिक करें अन्यथा यदि आप विशेष रूप से लॉन्ग रेंज ऑर्डर या कांटेक्ट ऑर्डर पर रुचि रखते हैं तो आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अब यदि आप सबमिट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा So this is the residue number तो रेसिड्यू की संख्या है 2 और 3 2 के साथ इसका एक कांटेक्ट 4 और 5 के साथ कांटेक्ट 3 और 4 सही 3 है तो यहाँ यह चेन की जानकारी के साथ रेसिड्यू संख्या है यह आपका केंद्रीय है तो ये रेसिड्यू में कांटेक्ट हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह एक इन 2 रेसिड्यूज के साथ संपर्क किया गया है वे 2 और 3 की स्थिति में स्थित हैं और यह दूरी सही है तो आप सभी प्राप्त कर सकते हैं एक शार्ट रेंज कांटेक्टस उसी तरह लॉन्ग रेंज कांटेक्टस के साथ चलते हैं आप यहां देख सकते हैं कि वे 2 के मामले के लिए 5 और 6 की दूरी का उपयोग करते हैं इसलिए वे 5 और 6 का उपयोग करते हैं वे I प्लस 3 और I प्लस 4 का उपयोग करते हैं तो फिर हम प्राप्त करते हैं ये केंद्रीय रेसिड्यू हैं यह कांटेक्ट रेसिड्यूज है और आपके पास दूरी है दूरी के लिए कटऑफ 8 एंग्स्ट्रॉम बराबर तो हम 8 एंग्स्ट्रॉम की दूरी प्राप्त करते हैं यह संख्या प्राप्त कर सकता है इसी तरह हम उदाहरण के लिए सॉर्ट लॉन्ग रेंज कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं अगर हम इन अवशेषों को टाइरोसिन 161 के साथ 6 सही देखें और रेसिड्यू 7 देखें तो रेजीड्यू 7 के लिए कितने लॉन्ग रेंज कॉन्टैक्ट्स हैं विद्यार्थी 33 सही 3 इन 3 उदाहरण के लिए यदि आप लंबी दूरी के आदेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या है विद्यार्थी 3 33 विद्यार्थी नही क्योंकि हमें 12 रेसिड्यूज का कटऑफ चाहिए तो यह मैं है और यहाँ यह पूरी तरह से 3 कॉन्टैक्टस है उनमें से कितने 12 रेसिड्यूज की दूरी पर है2रेसिड्यूजबराबर यह 5 है और यह सही है और इस प्रकरण मे nij 2 के बराबर है आप इन वैल्यूज को सही प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखते हैं तो आप संख्याएँ देख सकते हैं तो अब हम कांटेक्ट ऑर्डर के साथ चलते हैं तो इस मामले के लिए आपके पास नंबर 9102 है हम कुछ सभी अल्फा प्रोटीनस और कुछ सभी बीटा प्रोटीनस के लिए गणना करते हैं आप सही अंतर देख सकते हैं कि प्रोटीन के विभिन्न स्ट्रक्चरल क्लासेस के आधार पर कांटेक्ट ऑर्डर कितना सही है फिर लॉन्ग रेंज आर्डर हम सभी रेसिड्यूज के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो यहां कुल वैल्यू 0744 के बराबर है और सभी प्रत्येक के लिए आप गणना कर सकते हैं रेसिड्यूज So for example take residue number 1 long range order equal to 0006 because we got 1 contact So we can see is one contact in this case 2 contact right So this is this 7 this will be 0012 number residues equal to 164 this will be divide by these 2 by 164 you will get this number right you can then this is fineइसलिए उदाहरण के लिए रेसिड्यू संख्या 1 लॉन्ग रेंज ऑर्डर 0006 के बराबर लें क्योंकि हमें 1 कांटेक्ट मिला है इसलिए हम देख सकते हैं कि इस मामले में 1कांटेक्ट इस प्रकरण में 2 कांटेक्टस सही है तो यह 7 है यह 0012 नंबर रेसिड्यू 164 के बराबर है 0012 यह इन 2 से 164 से विभाजित होगा आपको यह नंबर सही मिल जाएगा तब आप ठीक हो सकते हैं फिर आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स की भी गणना कर सकते हैं वह वैल्यू 0018 है कॉन्टेक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंज और मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स के साथ तुलना कर आप देख सकते हैं कि नंबर किस क्रम में घट रहा है ऑर्डर क्यों घट रहा है चूँकि हम और अधिक अड़चनें लगाते हैं पहले कोई अड़चन नहीं होती है कांटेक्ट आर्डर में सभी कांटेक्ट लेते हैं और 2 डिस्टेंस सेपरेशन को और लॉन्ग रेंज ऑर्डर को वेटेज देते हैं कौन सी अड़चन हम देते हैं विद्यार्थी 12 से अधिक अधिक से अधिक 12 इस मामले में यदि हम कई कांटेक्टस को कम करते हैं और आप कई कांटेक्ट इंडेक्स के साथ जाते हैं तो हम फिर से कम कर देते हैं क्योंकि हम उन रेसिड्यूज को देखते हैं जिनमें कम से कम 4 कांटेक्ट हैं इस तरह से संख्या कम है लेकिन अगर आपके पास प्रोटीन का एक संच है तो आप तुलना कर सकते हैं दूसरे एक अधिकार पर अगर आप को विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन या द्रव्यमान का मध्य या रेडियस आफ गायरेशन चाहिए इस प्रकरण में आपको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का चयन करना है औरयदिआप प्रस्तुत करते हैं यह आपको सभी प्रॉपर्टी दिखाएगा विभिन्न गुण हैं जिन्हें आप गणना कर सकते हैं द्रव्यमान का मध्य रेडियस ऑफ गायरेशन सभी प्रकार की इंटरेक्शनस डायसल्फाफाइडस आयनिक इंटरैक्शनस और कई तरह की इंटरैक्शन लेकिन कई मामलों में मैंने विवरणों की व्याख्या नहीं की लेकिन अगर हम PDBपेराम में जाते हैं जो कि एक फाइल है बराबर ट्यूटोरियल फाइल के साथ साथ आप कंप्यूट फाइल भी देख सकते हैं वहां अगर आप इस फाइल पर क्लिक करते हैं तो आप सभी विवरण प्राप्त कर सकते हैं जैसे कौन से मानदंड का इस्तेमाल अलग अलग इंटरैक्शन के साथ साथ फॉर्मूला के लिए कियाऔर सभी जानकारी आपको मिलेगी तो यहाँ अब अगर कई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आपको इन सभी चीजों के लिए मिलते हैं तो आप सभी डालते हैं और यदि आप सबमिट करते हैं तो मैं आपको 1 या 2 उदाहरण दिखाता हूं यह द्रव्यमान का केंद्र है इस अणु का वजन 21 किलोडालटन है और यह सभी 3 कॉर्डिनेटस xyz के द्रव्यमान का केंद्र है रेडियस ऑफ गायरेशन की त्रिज्या यह रेडियस आफ गायरेशन की त्रिज्या है और 3 अलग अलग अक्ष और आसपास की हाइड्रोफोबिसिटी हैआसपास की हाइड्रोफोबिसिटीक्या है छात्र हाइड्रोफोबिसिटी का औसत उन सभी रेसिड्यूज के कुल हाइड्रोफोबिक वैल्यूज को औसत करें जो 8 angstrom 8 एंग्स्ट्रॉम के घेरे में हैं देखें कि क्या आप कुछ रेसिड्यूज को देखते हैं जिन्हें आप सही जानते हैं तो आप मानों की गणना कर सकते हैं तो हमारे पास आसपास के हाइड्रोफोबिसिटी वाले सभी रेसिड्यूज के लिए यह मामला है उदाहरण के लिए यदि आप कुछ रेसिड्यूज को लेते हैं जो ज्यादा हैं 15 या 17 और कुछ रेसिड्यू जो बहुत कम हैं 9 और 10 यहां तक कि कुछ पोलर रेसिड्यूज जो अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं अगर वे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज और हाइड्रोफोबिक वातावरण से घिरे हैं नॉनपोलर रेसिड्यूजभी यदि आप पोलर रेसिड्यूज के बीच में हैं तो वे कम हैं लेकिन आप औसत लेते हैं और फिर आप इन रेसिड्यूज की प्रवृत्ति को विशेष रूप से पोलर रेसिड्यूजऔर नॉनपोलर रेसिड्यूज के बीच देख सकते हैं तो अब यदि आपको 2 प्रोटीन मिलते हैं तो हमने विभिन्न पैरामीटरस के बारे में चर्चा की और हम यह भी देख सकते हैं कि यह 2 स्ट्रक्चरस कैसे सुपर इंपोज किए जा सकते हैं और वे एक दूसरे से कितनी दूर तक समान हैं यहां मैं 2 प्रोटीन दिखाता हूं एक लैक्टलबुमिन और लाइसोजाइम है वे विभिन्न परिवारों से हैं तो 2 अलग अलग प्रोटीनों में यह 123 रेसिड्यूज और 129 रेसिड्यूज हैं सीक्वेंसआइडेंटिटी की पहचान कम है लेकिन अगर आप इन रेसिड्यूज की तुलना इन रेसिड्यूज से करते हैं तो आप किसी प्रकार की समानता स्ट्रक्चरसमे देख सकते हैं यहां हेलाईसेस को देखें यहां आप कुछ इसी तरह के हेलाईसेस देख सकते हैं और यहां के स्ट्रैंड भी इसी तरह के स्ट्रैंड यहां देखे जा सकते हैं इसलिए इस मामले में वे कितनी अलग स्ट्रक्चरस हैं इस मामले में एक स्ट्रक्चर और दूसरl स्ट्रक्चर और शीर्ष पर दूसरl स्ट्रक्चररखे और अलग अलग स्थानों के बीच की दूरी को मापें इससे आपको रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन मिलेगा यह आपको बताएगा कि ये 2 प्रोटीन स्ट्रक्चरसमे कितनी दूर तक अलाइन किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए स्ट्रक्चर को अलाइनकरने के लिए विभिन्न विधियां हैं दूरी आधारित विधियां और वेक्टर आधारित विधियां मैं संक्षेप में एक तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे होमऔर सैंडर द्वारा विकसित DALI राइट डिस्टेंस मैट्रिक्स कहा जाता है तो यह मुख्य रूप से कांटेक्ट मैपस पर आधारित है इसलिए हमने कांटेक्ट मैपस के बारे में चर्चा की यह 2 डी रूप में 3 डी स्ट्रक्चर की जानकारी देता है इसलिए हमें ये कांटेक्ट मैपस मिलते हैं और हम तुलना करते हैं कि कांटेक्ट मैपस कितने समान हैं यह कैसे करना है सबसे पहले हम उन के सबसेट को सेट करते हैं जिनके पास अलग अलग टुकड़ों में काटे गए हेक्सपेप्टाइड्स होते हैं और फिर देखते हैं कि ये हेक्सपेप्टाइड्स कैसे मेल खाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए पहले प्रोटीन में N टर्मिनल में कुछ हेलाईसेस हैं और C टर्मिनल पर दूसरl प्रोटीन हैं यदि उनके पास एक जैसा कांटेक्ट मैप या समान कांटेक्ट मैप है तो उन्हें 3 डी स्ट्रक्चर में एक साथ जोड़ा जा सकता है वे मोंटे कार्लो एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए खोज का उपयोग करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इससे सबसे संभावित मैच मिलेंगे और फिर एक साथ जोड़कर 3 डी स्ट्रक्चरस में एक साथ रखा जाएगा वे कैसे करते हैं तो उदाहरण के लिए यह a और a' यदि एक a मे होगा और दूसरा a' उसी जगह पर होगा तो सीधे तरीके से हम उसे अलाइन कर सकते हैं दूसरा b और b' बहुत दूर है तब हम कांटेक्ट मैप देखेंगे और उसे हम अलाइन कर सकते हैं साथ में रख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में ab ओवरलैपिंग जोड़ी है उसके साथ है b' औरc' है c के साथ और इस तरह आप इन दोनों को मिला सकते हैं बराबर a सीधे तरीके से मैप हो रहा है वह सटीक मैच है और यहां bके साथ b'औरc के साथ c' तो वैल्यू गिर जाएगा और फिर एक समान बनाइए b के साथ b' और c के साथ c' तो अब उन्होंने गणना की कि उनके पास स्कोर है phi किसी भी 2 रेसिड्यूज के बीच यह प्रोटीन a और प्रोटीन bके बीच की दूरी है इस फार्मूला का सही उपयोग करके वे प्रोटीन c और b में i और j के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं और उनसे प्राप्त अंकों के आधार पर वे रेसिड्यूज का मिलान कर सकते हैं वे रेसिड्यूज को मैप कर सकते हैं एक बार जब रेसिड्यूज को मैपकरते हैं तो वे एक साथ अलाइन हो जाते हैं और फिर RMSD को देखते हैं और सबसे अच्छा संभव मैच देखते हैं और अंत में वे दो स्ट्रक्चर्स को एक साथ रखते हैं तो यह डाली के लिए सर्वर है तो यह प्रोटीन के लिए पूछा 1 यह पहला प्रोटीन 1 है प्रोटीन 2 तो फिर इस प्रोटीन को लें और अंत में यह सुपरिम्पोजिशन के लिए समान स्ट्रक्चर्स प्राप्त करने के लिए कहता है और स्ट्रक्चर्सआधारित करते हैं इस मामले में वे सीक्वेंस एलाइनमेंट नहीं करते हैं उन्हें समान स्ट्रक्चर मिलते है जो वे एक साथ एलाइन करते हैं इसलिए स्ट्रक्चर्स के आधार पर वे एक साथ एलाइन होते हैं और इस जानकारी का उपयोग करके वे इस सुपरइम्पोजिशन का निर्माण करेंगे यदि आप लाल मैजेंटा और हरे रंग को देखते हैं तो लाल रंग बहुत ही सही तरीके से एलाइन है इन 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बीच तो हाल ही में उन्होंने इस सर्वर को विकसित किया हैं आप नए सर्वर को देख सकते हैं इस मामले में वे पहले से ही कई मामलों के लिए समान स्ट्रक्चर्स की गणना करते हैं और समान स्ट्रक्चर्स के लिए डेटाबेस विकसित करते हैं इस मामले में आपको फिर से गणना करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यदि आप इन 2 प्रोटीनों को देखते हैं जो डेटाबेस में उपलब्ध हैं तो आप इन 2 रेसिड्यूज के प्रोटीन को आसानी से निकाल सकते हैं जो एक दूसरे के करीब हैं और इसी तरह इसलिए यदि आप स्ट्रक्चर्स आधारित पैरामीटरस को देखते हैं तो हमने किन विभिन्न पैरामीटरस पर चर्चा की है शुरुआत से कांटेक्ट मैप से शुरू होता है सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी विद्यार्थी बरीडनेस बरीडनेस विद्यार्थी बरीडनेस ट्रांसफर फ्री एनर्जी ट्रांसफर फ्री एनर्जी विद्यार्थी एक्सेसिबिलिटी मे रिडक्शन एक्सेसिबिलिटी मे रिडक्शन कांटेक्ट ऑर्डर विद्यार्थी लॉन्ग रेंज आर्डर लॉन्ग रेंज आर्डर विद्यार्थी मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स विद्यार्थी सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी विद्यार्थी फ्लैक्सिबिलिटी पैरामीटर फ्लैक्सिबिलिटी पैरामीटर के बारे में हमने बहुत सारे मापदडों पैरामीटरसपर चर्चा की और उसके बाद विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शनस बादमे 2 विशिष्ट रेसिड्यूज की संभावना क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन पेअरस या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड cation pi इंटरैक्शन बना सकते हैं और इसी तरह तो फिर PDB पेरlम नामक कार्यक्रम के बारे में चर्चा की यह PDB id लेता है और 50 से अधिक पैरामीटर्स की गणना करता है यह किसी भी परियोजना के लिए उपयोगी हो सकता है और हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन ले सकते हैं और पैरामीटर्स की गणना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पैरामीटर विभिन्न कार्यों के साथ विभिन्न वर्गों में कैसे भिन्न होते हैं और देखते हैं कि इन पैरामीटरस को विभिन्न कार्यों के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है फिर हमने अलाइनमेंटalignment के बारे में चर्चा की तो हम इन विभिन्न स्ट्रक्चरस को कैसे अलाइन कर सकते हैं निम्नलिखित कक्षाओं में हम स्ट्रक्चरभविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हम अमीनो एसिड सीक्वेंस या इन पैरामीटरस parameters के अनुप्रयोगों से 3 डी स्ट्रक्चरसstructureस की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं जिसे हमने प्रोटीन फोल्डिंग या प्रोटीन स्थिरता या प्रोटीन इंटरेक्शन को समझने के लिए इन 2 3 वर्गों में क्या प्राप्त किया है उपयोगिता की दृष्टि से हम बाद के वर्गों में चर्चा करेंगे फिर हम एल्गोरिदम के विकास के बारे में बताएंगे और हमें कौन से फैक्टर्स पर विचार करने की आवश्यकता है जब आप अपने स्वयं के एल्गोरिथ्म को विकसित करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इसी तरह यह उस प्रकार के विश्लेषण के साथ समाप्त होगा